इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है यह लेक्चर नंबर 16 है और इसमें आज हम दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए टेलर थ्योरम पढ़ेंगे एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए टेलर थ्योरम क्या होता है यह हमें एक बार याद करने की जरूरत है हम यह मानते हैं की f एक फंक्शन है और इसके n1 तक ऑर्डर के डेरिवेटिव ऐसे इंटरवेल जिसमें कोई पॉइंट x इक्वल टू x0 है मैं एक्सिस्ट करते हैं और इस केस में हम f x0h लिख सकते हैं x 0h x0 के नेबरहुड में 1 पॉइंट है अब हम f x0h को f x0 प्लस h फर्स्ट डेरिवेटिव f x0 प्लस h स्क्वेयर ओवर फैक्टोरियल टू सेकंड डेरिवेटिव एट x0 एंड सो ऑन fx0hfx0hfx0h22 fnx0Rn यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ प्लस में रिमेंडर टर्म है क्योंकि यहां पर इक्वल है अतः यह टेलर पॉलिनॉमियल कहलाता है और यह रिमेंडर एरर टर्म है और यह h पावर से दिखाया जाता है तो यह आगे तक फिर से कंटिन्यूएशन है तो h पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल और फिर n प्लस 1 डेरिवेटिव किसी पॉइंट xi पर जोकि इन 2 पॉइंट के बीच में आता है अतः x0 के अबाउट हमने इस फंक्शन को एक्सपेंड किया है और इस पॉइंट को x 0 प्लस h माना है Rnhn1n1 fn1x0ξx x0 प्लस h पॉइंट x0 के नेबरहुड में 1 पॉइंट है हमने यह xi पॉइंट लिया है जिस पर हमने n प्लस 1 डेरिवेटिव इवेलुएट किया है यह हमे पता नहीं है लेकिन यह एक्सिस्ट करता है x 0 और x0 प्लस h के बीच में x0 प्लस hलिख सकते हैं अतः यह x0 और x0 प्लस h के बीच का कोई पॉइंट है 8 अब हम दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए टेलर थ्योरम डिफाइन करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डोमेन D में डिफाइन किया गया है और किसी पॉइंट x0 y0 के नेबरहुड में डोमेन के एक पॉइंट पर फंक्शन के n प्लस 1 तक ऑर्डर के कंटीन्यूअस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं f x0 प्लस h y0 प्लस k को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं x0 y0 के नेबरहुड के किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस प्रकार दी जाती है fx0hy0k fx0y0h∂xk∂yfx0y012 h∂xk∂ynfx0y0Rn fx0 y0 फिर यह फर्स्ट ऑर्डर टर्म अब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हैं तो यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव लिए गए हैं इस प्रकार h पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फिर उसके बाद के पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट और फिर वन ओवर फैक्टोरियल टर्म जिस प्रकार की हमने एक वेरिएबल के लिए लिया था और फिर उसके बाद हायर ऑर्डर टर्म जब हम इसका प्रूफ करेंगे तब हमें यह समझ में आएगा कि इस h का क्या अर्थ है और उसके बाद h पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में का होल स्क्वायर अब हमें यहां पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके बाद यह n तक कंटिन्यू रहेगा और 1 ओवर फैक्टोरियल n और fx0 y0 आते हैं यह पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट x0 y0 पर इवेलुएट किए जा रहे हैं सारे पार्शियल डेरिवेटिव यही हैं और बाकी की टर्म रिमेंडर है जोकि इन टर्म के कंटिन्यूएशन में है केवल डिफरेंस इतना है की यहां पर n प्लस वन th डेरिवेटिव का आर्गुमेंट लिया गया है वह यहां पर इस टर्म की वजह से लिया गया है इसे x0 प्लस थीटा h y0 प्लस थीटा k पर इवेलुएट किया गया है और थीटा 0 से 1 है इसका मतलब यह है की प्वाइंट x0 y0 और x0 प्लस h y0 प्लस k के बीच में है तो पहला अरगुमेंट x0 से x0 प्लस h जबकि थीटा 0 से 1 इसी प्रकार y0 y0 से y0 प्लस k तक वेरी करेगा जहां पर थीटा 0 से 1 है आप हम इस रिजल्ट का प्रूफ देखते हैं तो यह दो वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम है और हम सिंपलीसिटी के लिए n को दो ले लेते हैं इसका मतलब यह है कि हम एक्सपेंशन में तीन आर्डर तक की टर्म लेंगे हम x को x0 प्लस th और y0 को y0 प्लस th लेंगे जहां पर h कोई पैरामीटर है इस इंटरवेल 0 से 1 में जिसमें 0 और 1 शामिल हैं इसके साथ ही हम एक नया फंक्शन फाई t डिफाइन करते हैं जोकि fx0 प्लस th y0 प्लस tk है जहां पर h और k एक्सपेंशन में बता दिए गए हैं और एक तरह से फिक्स्ड हैं और t जीरो से वन इंटरवेल में वेरी करता है तो यह फंक्शन fx0 प्लस th y0 प्लस tk जिसमें x0 y0 हैं और h और k फिक्स्ड हैं इसलिए हमने इस फंक्शन को t का फंक्शन अर्थात एक वेरिएबल का फंक्शन मान लिया है और एक वेरिएबल फंक्शन के लिए हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं तो यह t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और याद रखिए कि यह कंपोजिट फंक्शन की तरह है यहां पर x और y है जहां पर x x0 प्लस th और y y0 प्लस tk है जो डिफ्रेंशिएशन हमने पहले सीखा है उससे हम फाई प्राइम टी फाई का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव या फिर इस f का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्योंकि यह एक वेरिएबल का फंक्शन है जबकि x और y के टर्म में दिए हुए हैं तो फिर कंपोजिट फार्मूला से हमने डेल f ओवर डेल x dx ओवर dt एंड सो ऑन लिखा है अब हम इसे कंप्यूट करेंगे और यह dx ओवर dt है तो x जोकि x0 प्लस th है तो dx ओवर dt का मतलब केवल h ही रहेगा तो यह h है और यह x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है हमने इसे ऐसे ही लिखा है फिर हम k प्राप्त करेंगे जोकि y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और फिर डेल ओवर डेल y तो डेल ओवर डेल y और यह इसलिए है क्योंकि यहां डेल ओवर डेल x f पर है और यह डेल ओवर डेल y भी f पर है तो f x y पॉइंट पर हमने लिखा है इसी प्रकार हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं यहां पर फर्स्ट ऑर्डर टर्म इस h के साथ हैं यहां पर यह h है और यह k है अब हम इस टर्म का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे यहां h ऐसा ही रहेगा और डेल f ओवर डेल x का डेरिवेटिव चेन फार्मूला की तरह और इसे पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाएगा तो डबल डेरिवेटिव और यहां दोबारा dxdt h आएगा फिर प्लस f का y के रिस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव तो यह पहले से ही x के रेस्पेक्ट में था अतः सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है और x और फिर यह k आ गया क्योंकि हमारे पास dy ओवर dt कि टर्म है तो फिर हमने चेन रूल लगाया और del f ओवर dx और इसी तरह डेल f ओवर डेल y लिखा जोकि इस टर्म से दिया जाता है फिर से इसे ज्यादा क्लियर करने के लिए यह वह टर्म है जब हम डेल f ओवर डेल x का डेरिवेटिव लेते हैं और तब यहां h है जो कि पहले से ही है और यहां k है और हमने d ओवर dx ऑफ़ डेल f ओवर डेल या हमने यहां है चेन रूल का प्रयोग किया है और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन किया है और फिर dx ओवर dt जोकि h बन गया है फिर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर dy ओवर dt2 जो कि k है यहां हमने इसे थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा है यहां h स्क्वायर है यह hk है यह भी kh है यह मानते हुए की सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बराबर हैं तो हमारे पास यह दोनों टर्म टू टाइम्स hk सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड डेरिवेटिव बन जाएंगे और प्लस k स्क्वायर और यह सेकंड ऑर्डर टर्म है इसी प्रकार हम थर्ड ऑर्डर टर्म भी ज्ञात कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर की टर्म कंप्यूट करने से पहले हम इसे और आसान तरीके से लिखेंगे और यह एच स्क्वायर 2hk प्लस k स्क्वायर हो जाएगा तो एच प्लस के होल स्क्वायर टर्म और फिर नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए भी हमने इसे डेल में लिखा है यहां मिक्स टर्म hk भी आ रही है और yy भी आ रही है यहां इस स्क्वायर का मतलब h का स्क्वायर है और फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं यह इसका होल स्क्वायर नहीं है लेकिन x के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके बाद k स्क्वायर और y के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर 2 टाइम्स hk और मिक्सड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम यहां से क्या समझे की होल स्क्वायर होने का मतलब इन दोनों टर्म का स्क्वायर नहीं है लेकिन इसका मतलब इनका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है इसी प्रकार हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ही कंप्यूट कर सकते हैं और अब यह मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं तो फिर यहां पर h स्क्वायर टर्म फिर से आएगी और फिर से हमें चेन रूल लगाना होगा और फिर से यह 3 टर्म आएंगे h स्क्वेयर फिर 2hk और उसके बाद k स्क्वायर और इसी तरह आगे भी जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो यह ऐसा दिखाई देगा तो 3 टाइम्स h स्क्वेयर k यहां पर आ रहा है और h स्क्वायर के आने के बाद हम इन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की कंटीन्यूटी को मानेंगे और यह मानेंगे की x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स और फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव y फ़िर टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बराबर हैं इनको इक्वल लेते हुए हमारे पास यह टर्म हैं फिर से हम सिंपलीसिटी के लिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि यह 1 क्यूबिक टर्म है जो h क्यूब 3 h स्क्वेयर k 3hk स्क्वेयर और k क्यूब है हमने इनको फिर से कंबाइन कर लिया है इन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को और क्यूब टर्म को भी और इस पॉइंट पर f को भी

अब हम फाई t पर टेलर थ्योरम लगाएंगे फाई एक वेरिएबल का फंक्शन है तो फिर यहां टेलर थ्योरम भी एक वेरिएबल का लगेगा जो कहता है फाइ बन जाएगा फाई 0 t फाई प्राइम 0 एंड सो ऑन और तीसरी ऑर्डर टर्म जोकि t क्यूब ओवर फैक्टोरियल तीन है तो फिर हम इसे किसी भी ऑर्डर तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो फाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और थीटा t और अब हम t को वन सब्सीट्यूट करेंगे क्योंकि t जीरो से वन तक वेरी करता है और यह t की किसी भी वैल्यू के लिए सही है तो हमने t को 1 ले लिया है तब हमारे पास केवल थीटा आता है अब हम इस फाई को जो हमने कंप्यूट किया है को सब्सीट्यूट करेंगे तो यह फाई t फाइ प्राइम फाई डबल प्राइम और इसी तरह से आगे चलता है क्योंकि एक वेरिएबल के टेलर थ्योरम में ऐसा ही होता है और तब हम इसे सब्सीट्यूट कर सकते हैं तो फाई 1 पर का मतलब है कि हमने t को वन सब्सीट्यूट किया है तो यह t 1 हो जाएगा तब हमें फाई fx0 प्लस h और y0 प्लस k मिल जाएगा फाइ 0 यह t इक्वल टू जीरो पर फाई की वैल्यू है अर्थात यह x0 y0 पर वैल्यू है उसके बाद फाइ प्राइम शून्य पर फाइ प्राइम का मतलब है की x0 y0 पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट किए गए हैं इसी प्रकार सेकंड ऑर्डर टर्म के लिए t को जीरो रखा जाएगा तब हमारे पास पॉइंट x0 y0 आएगा और इसके लिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव थीटा पॉइंट पर कंप्यूट किए जाएंगे तो फिर t को थीटा से रिप्लेस किया जाएगा और फिर हमारे पास थर्ड ऑर्डर टर्म आएंगी अतः x0 प्लस थीटा h और y0 प्लस थीटा k और यह रिजल्ट वही है जो हम चाहते थे हम दो वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम प्रूफ करना चाहते थे हम एक वेरिएबल के टेलर थ्योरम को दो वेरिएबल के लिए जनरलाइज कर सकते हैं यहां हमारे पास fx0 प्लस h y0 प्लस k का रिजल्ट है और हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं तो 1 क्यूबिक टर्म से स्क्वायर और फिर हमारे पास n आर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है और उसके बाद रिमेंडर टर्म है जहां हमारे पास जनरल वेरिएबल x0 प्लस थीटा h y0 प्लस थीटा k है जहां थीटा जीरो से वन वेरी करता है और यहां पर यह अरगुमेंट x0 से x0 प्लस h तक वेरी करता है और y0 y0 से y0 प्लस k पर वेरी करता है जहां थीटा जीरो से वन वेरी करता है या फिर हम इस एक्सप्रेशन को fxy इक्वल fx0 से भी लिख सकते हैं इसमें डिफरेंस इतना है की एक x0 प्लस h को xy पॉइंट मान लिया गया है इस डिफरेंस में h कुछ भी नहीं x0 प्लस h और x0 का डिफरेंस है तो फिर यहां h x और x 0 का डिफरेंस है इसका मतलब यह है कि x माइनस x0 h के बराबर आएगा इसीलिए हमारे पास यहां h है क्योंकि यह x0 प्लस h और x0 का डिफरेंस है इसलिए यहां h आ रहा है लेकिन इस केस में हमने x0 y0 के नेबरहुड में 1 पॉइंट xy लिया है और h की बजाए हम लिखेंगे कि यह डिफरेंस है x और x0 का तो x माइनस x0 यहां फिर से y माइनस y0 और इसी तरह आगे भी आगे का सभी कुछ पहले जैसा होगा केवल h को x माइनस x0 और y 0 प्लस थीटा k तो यह y माइनस y 0 है और बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा अब हम टेलर थ्योरम पर आधारित कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिनमें से पहला है कि हमें इस फंक्शन fxy का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है यह fxy बराबर है x माइनस y ओवर x प्लस y के और हम इस पॉइंट 1 1 के अराउंड इस फंक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तक इसके लिए हम पूरी टेलर थ्योरम नहीं लिखेंगे लेकिन केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जहां तक हमें एप्रोक्सीमेशन करना है जब हम अपना फार्मूला लेते हैं और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें इस पॉइंट x 0 y 0 पर लिखना है यह एक तरह से पॉइंट पर टेलर का पॉलिनॉमियल है और यदि हम इससे भी इंक्लूड कर लें तो हम इसे टेलर थ्योरम कहेंगे या फिर रिमेंडर टर्म वाला टेलर रिजल्ट कहेंगे लेकिन यदि हम रिमेंडर टर्म छोड़ दें तो यह इस फंक्शन f का एप्रोक्सीमेशन इस पॉइंट पर होगा जो पॉइंट x 0 y 0 के नेबरहुड में स्थित है तो यह टेलर पॉलिनॉमियल है यदि हम इस n को फिक्स कर लें और यह rn टर्म नहीं लिखें यहां पर हम इस फंक्शन के पॉइंट x 0 y 0 के अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में इंटरेस्ट रखते हैं अब हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होंगे इसका मतलब यह है कि हम x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंटशिएट करेंगे यह कोशिएंट रूल है जिसमें होल स्क्वायर टर्म यहां आएगी यह टर्म ऐसे ही रहेगी और न्यूमैरेटर का पार्शियल डिफरेंटशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा जो कि 1 होगा उसके बाद माइनस टर्म माइनस वन और यह पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जो कि फिर से 1 आएगा हम इसे सिंपलीफाई करेंगे और यहां पर टर्म आएगी 2y ओवर x प्लस y होल स्क्वायर और इस पॉइंट 1 1 पर हमें इसे इवेलुएट करना है यह 2 ओवर 2 स्क्वायर 1 ओवर 2 होगा हमारे पास 1 ओवर 2 होगा इसके बाद इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो फिर से हमें यहां माइनस 2x ओवर x प्लस y स्क्वायर और जब हम इसे 1 1 कंप्यूट र करेंगे तब यह माइनस 1 2 देगा इसी प्रकार क्वाड्रेटिक टर्म में हमें सेकंड ऑर्डर तक कि टर्म लिखनी है अतः f xx तो हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट रखेंगे तो 2y कांस्टेंट माना जाएगा जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं तब हमारे पास 1 ओवर x प्लस y होल स्क्वायर आता है जोकि माइनस 2 ओवर x प्लस y क्यूब बन जाता है तो 2 और यह 2y 4 और x प्लस y पावर 3 और फिर से इस पॉइंट 1 1 पर यह 12 हो जाएगा इसी प्रकार fyy आएगा जब हम इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंटशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 4x ओवर x प्लस y क्यूब जिसकी वैल्यू 1 1 पर फिर से 12 आएगी और जब x और y को वन लिखा जाएगा तब हमें ½ मिलेगा और मिक्स्ड ऑर्डर टर्म के लिए हम इस fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में यहां पर fx बराबर है 2y ओवर x प्लस y जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें मिलेगा 2x माइनस 2y और x प्लस y पावर 3 फिर से हमें इसे 1 1 पर कंप्यूट करना है तो इससे हमें जीरो मिलेगा क्योंकि 1 1 रखने से 2 2 जीरो हो जाएगा यहां पर fx को इवेलुएट किया गया है जोकि 1 1 पॉइंट पर 12 आया है और इसी प्रकार 1 1 पर fy माइनस ½ आया है सेकंड डेरिवेटिव fxx माइनस 12 बाय टू आया है और इसी प्रकार आगे भी तो सेकंड ऑर्डर पॉलिनॉमियल जैसा कि मैंने कहा की सेकंड ऑर्डर तक जाएगा तो यदि f11 x के रिस्पेक्ट में 11 पर पार्शियल डेरिवेटिव है और x माइनस 1 यहां से जोकि फर्स्ट ऑर्डर टर्म ्स हैं तो fxx 1 1 पर x माइनस वन होगा डिफरेंस फिर से h की टर्म में होगा f11 और फिर y 1 फिर से डिफरेंस होगा तब हमारे पास सेकंड ऑर्डर टर्म होगी वन ओवर फैक्टोरियल दो जोकि एक ओवर टू होगा यहां एक हायर ऑर्डर टर्म fx6 होगी और यह h स्क्वेयर होगा तो एक्स माइनस वन 1 स्क्वायर है और यह टू टाइम्स लेकिन 12 होने से यह 1 हो जाएगा तो x माइनस वन x माइनस y माइनस वन और तब सेकंड ऑर्डर टर्म y के रिस्पेक्ट में होगी और इस तरह y 1 होल स्क्वायर होगा जब हम इन वैल्यू को सब्सीट्यूट करेंगे तब f11 जीरो हो जाएगा क्योंकि इस फंक्शन की वजह से यहां fx11 हाफ था और x माइनस वन यहां माइनस 1 और y माइनस वन वन बाय टू और fxx माइनस हाफ तो यह माइनस वन बाय 4x माइनस वन होल स्क्वायर है यह जीरो हो जाएगा मिक्स ऑर्डर टर्म शून्य होने की वजह से तो यह जीरो हो जाएगा और तब हमारे पास 12 होगा और यहां भी 1 ओवर 2 तब 1 ओवर 5 और वाई माइनस 1 स्क्वायर तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जोकि इस पॉइंट व 1 1 के नेबरहुड में फंक्शन को एप्रोक्सीमेट करता है इस पॉलिनॉमियल की एक्यूरेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम पॉइंट 1 1 से कितना दूर हैं यदि हम 1 1 के बहुत पास के नेबरहुड में हैं तब हमें इस फंक्शन का बहुत अच्छा एप्रोक्सीमेशन मिलेगा एक और प्रॉब्लम जब हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y स्क्वायर यह टेलर पॉलिनॉमियल से लीनियरली एप्रोक्सीमेट किया जाना है तो यह दिया हुआ है की फंक्शन को पॉइंट 1 1 के अबाउट ्स टेलर पॉलिनॉमियल से लिनियली अप्रॉक्सिमेट्स करना है और फिर हम एप्रोक्सीमेशन में मैक्सिमम अरर भी पता करेंगे यहां x माइनस वन 01 से कम है और y 1 भी 01 से कम है तो हम यहां क्या डिस्कस करना चाहते हैं यदि हमारे पास पॉइंट 1 1 है और हम इस पॉइंट के अराउंड फंक्शन को लीनियर एप्रोक्सीमेशन में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो केवल लीनियर टर्म ही कंसीडर किए जाएंगे इस एप्रोक्सीमेशन में और यदि हम मैक्सिमम एरर फाइंड करना चाहे इस लीनियर एप्रोक्सीमेशन का तब हम पॉइंट 1 1 के अबाउट ्स स्क्वायर में कोई पॉइंट लें तब यह x है यह 01 है यह 01 है और यह पूरा h 02 है यहां से यहां तक यदि हम इस पॉइंट के नेबरहुड स्क्वायर में कोई पॉइंट में तब हम इस फंक्शन के लीनियर एप्रोक्सीमेशन में मैक्सिमम एरर पता करना चाहते हैं इस केस में हम रिमेंडर टर्म को डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमारे पास fxxy है जो हम कंप्यूट कर सकते हैं यह 2 है जोकि f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है यह बन जाएगा 2x प्लस y प्लस fy प्लस 2y और फिर से सेकंड ऑर्डर टर्म यह केवल 2 रह जाएगा और y के रिस्पेक्ट में यह 2 हो जाएगा और मिक्स टर्म से वन मिलेगा और फिर रिमेंडर जो लिनियर टर्म के बाद लिखा जा रहा है रिमेंडर में क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है यह वैसा ही रिमेंडर है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था और ऐसा हम लिख सकते हैं अतः x माइनस वन होल स्क्वेयर और यह सेकंड ऑर्डर टर्म fxx 2 टाइम्स fx माइनस वन y 1 मिक्स आर्डर टर्म और y माइनस 1 इस स्क्वेयर और कब फिर से हमारे पास y के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर टर्म आएगी तो यह सभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं और इस केस में यह सभी कांस्टेंट हैं तो फिर यहां 2 है यहां 1 है और यहां वापस 2 है वैल्यू को रिमेंडर में सब्सीट्यूट करने पर और x माइनस वन 01 से छोटा है y 01 से छोटा है तब हम इन टर्म को रख सकते हैं और इस एप्रोक्सीमेशन को ज्ञात कर सकते हैं और देखते हैं R वन मैक्सिमम एरर से छोटा है जोकी 01 है यह x माइनस वन तो 01 स्क्वेयर और यहां प्रोडक्ट आएगा यह 3 टाइम्स 01 स्क्वेयर जोकि हो जाएगा 00103 आखिरी प्रॉब्लम में हम टेलर फार्मूला इस 000 के अबाउट लगाएंगे जिसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक काम में लेंगे और फंक्शन है cos x प्लस y तो फिर से टेलर थ्योरेम रिमेंडर वाला कंसीडर होगा और थर्ड ऑर्डर टर्म तक हम लेंगे सबसे पहले हम f00 कंप्यूट करेंगे पहले केस की तरह Cos 0 1 होगा और तब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे fx के लिए यहां पर माइनस होगा क्योंकि cos बन जाएगा माइनस sin x प्लस y और फिर से 0 0 पर यह जीरो होगा y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा इसी तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर sin cos बन जाएगा और माइनस cos x प्लस y 0 0 पर माइनस 1 देगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसी प्रकार sin x प्लस y आएगा और हमें थीटा x पॉइंट पर यह ज्ञात करना है थीटा x पॉइंट पर यह बनेगा थीटा x प्लस थीटा y और अब हम इसे एक्सपेंशन में सब्सीट्यूट कर सकते हैं तो हमें वन मिलेगा यह जीरो था फर्स्ट ऑर्डर टर्म और फिर से 1 और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में sin मिलेगा तो हमारे पास sin थीटा x प्लस थीटा y और सिंपलीफिकेशन के बाद हमें माइनस x प्लस y होल स्क्वायर और यह x प्लस y होल क्यूब है यह sin है क्योंकि यह दोनों में कॉमन है साइन थीटा x प्लस थीटा y तो हमने दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए टेलर थ्योरम सीख लिया है और हमने ऑब्जर्व किया है कि यह एक वेरिएबल के थ्योरम का ही एक्सटेंशन है तो यह इस पॉइंट वन के नेबरहुड का 1 पॉइंट है तब हम फंक्शन को इस नेबरहुड में एक्सपेंड कर सकते हैं और इस फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं यह फर्स्ट ऑर्डर टर्म हैं और यहां पर सेकंड ऑर्डर टर्म है जिसमें h स्क्वायर k स्क्वायर और 2hk है इसी प्रकार हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हैं n तक के लिए यह रिमेंडर टर्म है जोकि एरर के एप्रोक्सीमेशन में काफी यूज़फुल है यह कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने लेक्चर तैयार करने के लिए काम में लिए हैं धन्यवाद